सभी को नमस्कार हम इस विशेष पाठ्यक्रम के सप्ताह 11 में हैं इस सप्ताह में हम डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण और एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण को देखते हैं इसलिए आज की कक्षा में हम डिजिटल एनालॉग डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण देखेंगे और इससे पहले हम पिछले सप्ताह में की गई चर्चा की एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हे फिर एनालॉग और डिजिटल के बीच रूपांतरण की आवश्यकता और डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण की दो तकनीकों को देखते हे बहुत जल्दी हमने सप्ताह 10 में देखा है कि हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए मिले मॉडल और मूर मॉडल का उपयोग कैसे करते हैं और हमारे पास इन दो अलग अलग मॉडलिंग तकनीकों की तुलना थी मूर मॉडल में हमने देखा था कि इनपुट इंटरनल स्टेट को प्रभावित करता हैं तथा आउटपुट केवल उन स्टेट्स से उत्पन्न होता है तो इनपुट सीधे आउटपुट लॉजिक जनरेशन के लिए नहीं जाता है तो मिले मॉडल में इंटरनल स्टेट के साथ साथ इनपुट एक साथ कार्य करते हैं और विशेष सर्किट के आउटपुट को उत्पन्न करते हैं तो दोनों ही मॉडल के कुछ फायदे और नुकसान दोनों हमें मिल गए हैं इसलिए मिले मॉडल में हम आउटपुट थोड़ा तेज़ प्राप्त कर सकते हैं अधिक संख्या में डोन्ट केयर स्टेट्सdon't care states करनौघ मेप आधारित मिनिमाइज़ेशन में डोन्ट केयर स्टेट्सdon't care states तथा इसके द्वारा कम हार्डवेयर प्राप्त होगा और मूर मॉडल में इनपुट सर्किट में कोई भी ट्रांसिएंट इनपुट सिग्नल सीधे आउटपुट में पारित नहीं किया जाता है इसलिए एक बार जब ट्रान्सिएंट स्थिर हो जाते हैं तो फिर क्लॉकिंग होती है और फिर इंटरनल स्टेट से आउटपुट उत्पन्न होता है तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने देखी थीं और हम जानते थे कि एक मॉडल को दूसरे में कैसे बदलना है इसलिए हमने तकनीकों को देखा इसलिए तदनुसार हम उन्हें नियोजित कर सकते हैं और हमारी आवश्यकता के आधार पर हम एक या दूसरे का उपयोग कर सकते हैं तो हमने एल्गोरिदमिक स्टेट मशीन चार्ट आधारित डिज़ाइन तकनीकों को भी देखा जो एक प्रवाह आरेख आधारित पद्धति है इसे बड़ी स्टेट मशीनों के लिए पसंद किया जाता है क्योंकि स्टेट ट्रांसिशन डाइग्राम पढ़ने मेँ अपर्याप्त या बहुत जटिल पाया जाता है जब इन चरों की संख्या स्टेट्स की संख्या इनपुट की संख्या में वृद्धि होती है ठीक है और साथ ही हमने देखा स्टेट रिडक्शन तकनीक इसकी उपयोगिता और इसका उपयोग किसी दिए गए सिंक्रोनस लॉजिक सर्किट को कम से कम करने के लिए कैसे किया जा सकता है और आप जानते है इसके द्वारा हम एक अधिक सरल सर्किट प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो यह संक्षेप में है कि हमने पिछले सप्ताह में क्या चर्चा की अब हम सिग्नल के इस डिजिटल बदलाव के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर जाते हैं इसलिए अधिकांश वास्तविक जीवन के सिग्नल जिनका हम सामना करते हैं एनालॉग प्रकृति के होते हैं एनालॉग का मतलब समय के साथ लगातार बदलता रहता है और हमने पहले ही देखा था कि ये डिजिटल बदलाव फायदे का है और इसके बारे में आप भविष्य के कुछ पाठ्यक्रमों में अध्ययन करेंगे या समानांतर रूप से आप सिग्नल और सिस्टम या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में अध्ययन कर रहे हैं ठीक है इसलिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें एनालॉग डेटा को डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की स्थिति में होना चाहिए इसलिए जिसके लिए हमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर नामक एक सर्किट की आवश्यकता है संक्षेप में इसे कहा जाता है संक्षिप्त नाम इसे एडीसी कहा जाता है तो एक ध्वनि संकेत ऑडियो सिग्नल पर विचार करतें है तो आपने इसे माइक्रोफ़ोन के माध्यम से प्राप्त किया है और फिर एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर इसे डिजिटल स्ट्रीम में परिवर्तित कर रहा है ठीक है और फिर आप यहाँ पर कुछ बदलाव कर रहे हैं तो कुछ आवृत्तियों को बढ़ा दिया जाता है कुछ आवृत्तियों को अटेनुएट किया जाता हैं जिन्हें आप जानते हैं और यह अच्छा है कि आप डिजिटल प्रोसेसिंग तकनीक को इसके फायदे के कारण जानते हैं सही हैं और उसके बाद आप इसे एक स्पीकर में बजाना चाहते हैं जहां आप जानते है की यह स्पीकर लगातार अपनी स्थिति बदलता है और ध्वनि तरंग को उत्पन्न करता है ठीक है तो इसके लिए हमें एक कंटिन्युस सिग्नल कंटिन्युस टाइम सिग्नल उत्पन्न करने की आवश्यकता है इसलिए आपको यहाँ पर डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर की आवश्यकता है इस प्रकार यह एक ऐसी चीज है जिसकी हम उम्मीद करते हैं जब हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं इसलिए दो सिरों पर हमारे पास एनालॉग से डिजिटल अर्थात जिसका एक छोर एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर और दूसरा छोर डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर होगा ठीक हैं तो यह इंटरफ़ेस सर्किट है ठीक हैं इसलिए इस सप्ताह में हम उन पर गौर करेंगे इसलिए हम इस भाग में डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण से शुरू करते हैं बाद में हम एडीसी को देखेंगे क्योंकि एडीसी मे एडीसी के भीतर कहीं डीएसी की अवधारणा पहले से ही है इसलिए यह बेहतर है कि हम डीएसी से शुरू करें अब देखते हैं कि हम डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण कैसे कर सकते हैं तो डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण के लिए याद रखें इनपुट डिजिटल है और इसी अनुरूप एनालॉग सिग्नल उत्पन्न करना है तो इनपुट डिजिटल का मतलब क्या है इनपुट एक ऐसे रूप में होगा जिसे आप जानते हैं कि बाइनरी डिजिट कहते है यदि यह 4 बिट है तो 1010 या 0011 या ऐसा ही यदि यह 3 बिट है तो 011 100 कुछ ऐसा है और आउटपुट एक वोल्टेज होना चाहिए जो उस विशेष इनपुट डिजिटल इनपुट संयोजन डिजिटल सिग्नल से मेल खाता है ठीक है यदि यह वोल्टेज है अन्यथा यह इनपुट सिग्नल के कुछ कंटिन्युस टाइम बदलावके आधार पर एक करेंट हो सकता है कोई समकक्ष बदलाव ठीक है तो आइए हम एक सर्किट पर ध्यान दें जो वेटेड रसिस्टर पर आधारित है ठीक है तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं आप यहां जो देख रहे हैं वह एक सर्किट है जहां यह विचाराधीन सर्किट है तो यह आपका R0 R1 R2 है ठीक है और यह इस नोड पर आपका वोल्टेज है ठीक और यह आरएल लोड प्रतिरोध जो इन अलग अलग शाखाओं में आपके पास मौजूद प्रतिरोधों की तुलना में बहुत बहुत बड़ा है और शुरू करने के लिए अभी हम इस भाग 2 की शक्ति 0 वगैरह पर अभी ध्यान नहीं देते हैं आइए हम केवल इस पर विचार करें कि यहा 3 वोल्टेज V0 V1 V2 है ठीक हैं तो यह विशेष सर्किट इस तरह से यह कैसे काम करेगा इसलिए यदि हम KCL को इस विशेष नोड पर लागू करते हैं क्योंकि करेंट बहुत अधिक है यहाँ मेरा मतलब है प्रतिरोध यहाँ पर बहुत बड़ा है तो करेंट का मान बहुत कम है इसलिए आप उस भाग को उपेक्षित कर सकते हैं इसलिए हमने यहां इसका उल्लेख किया है V0 माइनस VA भागित R0 इसमे से करेंट हैं V1 माइनस VA भागित R1 इसमे से करेंट हैं और V2 माइनस VA भागित R2 इसमे से करेंट हैं ठीक हैं तो केसीएल से यह 0 के बराबर होना चाहिए क्या यह ठीक है अब यदि आप इन सभी VA भागित R0 VA भागित R1 VA भागित R2 को एक ओर ले जाते हैं और विभाजित करते हैं तो यह वह समीकरण है जो आपको प्राप्त होगा ठीक है और इस विशेष समीकरण में यदि आप यह मानते कि आपका R1 R0 भागित 2 R2 R0 भागित 4 हैं -और ऐसे ही तो इसीलिए इसे वेटेड रेसिस्टर कहा जाता है ठीक हैं तो यहाँ आपको R0 भागित 2 R0 भागित 4 प्राप्त होता हैं और फिर जब आप R0 को रद्द करते हैं तो आपको यहाँ जो मिलता है वह 1 भागित 7 V0 प्लस 2 V1 प्लस 4 V2 हैं क्या यह ठीक है तो यह V0 है और यह 2 गुना V1 है यह 4 गुना V2 है इसलिए यह इंगित करने के लिए जिसका कि हमने उल्लेख किया था वह यह हैं 2 की शक्ति 0 2 की शक्ति 1 2 है 2 की शक्ति 2 4 है और आप इसके बारे में सोच सकते हैं इसे आगे बढ़ा सकते हैं ठीक हैं तो अंत में VA का मान आपको V0 का मान मिलता है उसमें 1 भागित 7 है -वहाँ जो भी वोल्टेज है वह 1 भागित 7 है V1 का मान 2 भागित 7 है -वहाँ जो भी वोल्टेज है वह 2 भागित 7 है V2 का मान 2 की शक्ति 2 अर्थात 4 भागित 7 है ठीक है और यदि आप इसे योग करते हैं तो यह आपको 7 मिलेगा तो यह इंडिवीजुयल वेट हैं क्या यह मूल सर्किट स्पष्ट है ठीक है अब यदि आप इन वोल्टेज V0 V1 V2 को देखते हैं तो हम या तो प्लस 7 वोल्ट 7V या 0 वोल्ट देते हैं क्योंकि ये डिजिटल इनपुट हैं या तो हाइ या लो है तो आप हाइ के लिए 7 वोल्ट और लो के लिए 0 वोल्ट मानते हैं तो यह एक मामला है जहाँ 001 है तो फिर क्या होगा V0 7 वोल्ट है ठीक है यह आपका V0 V1 और V2 हैं ठीक है और यह 00 है आउटपुट 1 वोल्ट होगा ठीक हैं और अगर यह 101 है 101 तो यह 001 था यह 101 है ठीक है तो यह 7 वॉल्ट है यह 0 वॉल्ट है यह V2 0 है और यह V2 है V1 0 V2 7 है इसलिए 4 गुना 7 इसलिए आपको यहां जो मिलता है वह 5 वॉल्ट है ठीक हैं तो यह वह तरीका है जिसके द्वारा इनपुट संयोजन के आधार पर आउटपुट वोल्टेज की गणना की जाएगी और यदि आपके पास सभी इनपुट संयोजन हैं डिजिटल इनपुट संयोजन 000 से 111 आपके पास इनपुट पक्ष मे है तो फिर इसके अनुरूप एनालॉग आउटपुट 0 वोल्ट 1 वोल्ट से 7 वोल्ट होगा है ना और सबसे आखिर मे यह एलएसबी वेट वोल्टेज जिसे आप गणना कर सकते हैं मेरा मतलब है जो इसका रेसोल्यूशनभी है तो यह 0 वोल्ट है और यह 1 वोल्ट है तो यह 1 वोल्ट है जिसे आप ऐसे वोल्टेज के रूप में देखते हैं जिसका मान एक मान से दूसरे में बदल सकते हैं क्या यह स्पष्ट है ठीक है अब अगर हम इसे 4 बिट तक बढ़ाते हैं अगर आप इसे 4 बिट तक बढ़ाते हैं तो क्या होता है तो यह R0 है यह R0 भागित 2 है यह R0 भागित 4 है और आप कल्पना कर सकते हैं कि अगला मान वेटेड रसिस्टर आधारित विधि में होगा यह R0 भागित 8 है - ठीक है और फिर से यदि आप KCL लागू करते हैं और यदि आप ऐसा करते जाते हैं अब यह VA का मान होगा 1 भागित 15 गुणित V0 प्लस 2V1 प्लस 4V2 प्लस 8V3 ठीक है तो यह स्थिति है 2 की शक्ति 0 2 की शक्ति 1 2 की शक्ति 2 और 2 की शक्ति 3 आप जानते हैं की यह डिजिटल डेटा के लिए बाइनरी वेट्स हैं जो अभी आ रहे हैं और LSB वेट पहले यह 3 बिट के लिए 1 भागित 7 था अब 4 बिट मे यह 1 भागित 15 है अर्थात V0 का मान कुछ भी हो यह 1 भागित 15 से गुणा किया जाएगा यह ठीक है इसलिए हम इसे एक n बिट केस तक बढ़ा सकते हैं और उस स्थिति में यहाँ आउटपुट वोल्टेज जो आप देखते हैं एनालॉग आउटपुट डिजिटल इनपुट के एक विशेष संयोजन के लिए यह इसके द्वारा दिया जाएगा ठीक है तो यह V0 है और यह आपको पता है अंतिम भाग n के लिए आपका यह Vn माइनस 1 होगा क्योंकि यह 0 से शुरू होता है इसलिए 0 से n 1 और LSB का मान 2 की शक्ति n माइनस1 होगा क्या यह ठीक है तो यह वह तरीका है जिसके द्वारा हम एक डिजिटल इनपुट को जो की एक बिट स्ट्रीम के रूप में आ रहा है उसके अनुरूप एनालॉग वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं क्या यह स्पष्ट है ठीक है व्यावहारिक उपयोग के लिए अधिक संबद्ध सर्किटरी और भी होंगे इसलिए वह हिस्सा हम अगली कक्षा में लेंगे तो पहला भाग यह है की हम क्या समझे हैं कि हम एक वेटेड रसिस्टर मेथड के माध्यम से कैसे बदल सकते हैं अब कुछ सीमाएँ हैं जिन्हें आप इस विशेष विधि के लिए कल्पना कर सकते हैं जिसके लिए हम दूसरी विधि की ओर बढ़ेंगे जो आपको पता है अधिक उपयोगी है तो सबसे पहले यह प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है तो यह है हमें सटीक अवरोधक की आवश्यकता है तो यह एक आवश्यकता है और दूसरी आवश्यकता MSB रजिस्टर की है यह एक जिसे आप देख सकते हैं कि इसका मान R0 भागित 8 है और यह R0 है ठीक है तो कितना करंट लिया गया है तो यह 7 वोल्ट है और यह 7 वोल्ट है तो यह 1 भागित 8 है तो करंट उतना ही है जितना कई बार कम है मेरा मतलब है कि यह इससे अधिक है तो MSB के लिए यदि यह 4 बिट केस है तो यह 8 बिट केसहोने पर 8 गुना अधिक है तो यह 2 की शक्ति 7 होगा क्योंकि यह n 1 है 2 की शक्ति n 1 है इसलिए एमएसबी से 128 गुना अधिक करंटप्रवाहित होगा ठीक है एमएसबी प्रतिरोध ठीक है तो इसे लोड करना आप जानते हैं संबंधित मुद्दे जैसे हीट जनरेशन और सभी अधिक से अधिक हो रहे हैं ये सब परेशानी उत्पन्न करते हैं जब इस विशेष पद्धति में बिट्स की संख्या में वृद्धि होती है यह एक सरल विधि है लेकिन यह इसकी एक सीमा है और आज हम डीएसी में बड़ी संख्या में बिट्स के उपयोग बारे में बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमें एक वैकल्पिक सर्किट देखने की जरूरत है तो बिट्स की कम संख्या के लिए यह ठीक है ठीक है इसलिए वैकल्पिक सर्किट के लिए हमारे पास जो सर्किट है उसे बाइनरी लैडर कहा जाता है ठीक है यह आपको पता है बहुत बहुत ही उपयोगी सर्किट है तो बाइनरी लैडर पहले हम इस संरचना को देखते हैं और फिर सर्किट का विश्लेषण करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जो आप इसे देखते हैं आप यह देख सकते हैं कि यह 2R है फिर R 2R R 2R R यह वह तरीका है जिसमें इसे अरैंज किया गया है तो R0 भागित 2 R0 भागित 4 R0 भागित 8 और इसी तरह की कोई चीज नहीं है और इसके आगे मेरा मतलब है यह मुश्किल माना जाता था तो यह आप सभी को पता है कि विशेष प्रकार या तो 2R या R है और यह 2R के साथ समाप्त हो रहा है क्या यह ठीक है तो इस तरफ सबसे आगे वाला एक V0 है फिर यह V1 V2 V3 है इससे पहले कि हम शुरू करते हैं यह साइड V0 था आप इसे याद रखिए ठीक है तो यह छोटा अंतर है अब हम इस सर्किट का विश्लेषण कैसे करते हैं जिसके लिए हम थेवेनिन के प्रमेयThevenin's Theorem का उपयोग करेंगे इसलिए थेवेनिन प्रमेयThevenin's Theorem में हम थेवेनिन के वोल्टेजThevenin's voltage और थेविन के प्रतिरोधThevenin's resistance की गणना करते हैं इसलिए इस विशेष सर्किट के लिए हम मानते हैं कि यहां एक कट है और फिर हम देखते हैं कि सर्किट को इस तरफ से उनके दाहिने हाथ की तरफ देखा जाता है बाएं हाथ की ओर से दाहिने हाथ की ओर तो इस विशेष ब्लॉक मे हम यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इस V0 के लिए VTh V0 गुणित 2R भागित 2R प्लस 2R होगा यह प्रतिरोध है यही प्रतिरोध है यह ओपन सर्किट है यहाँ यह कट है हम जानते हैं थेवेनिन प्रमेय Thevenin's Theorem कैसे काम करता है ठीक है तो यह V0 भागित 2 ठीक है और थेवेनिन इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या है तो 2R के समानांतर में 2R तो यह R है तो यह विशेष ब्लॉक आपको ज्ञात हो सकता है इस तरीके से लिखा गया था जिसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट सर्किट प्राप्त होता है तो V0 भागित 2 और यह R है क्या यह ठीक है तो यह आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट की मूल बातों से समझने की जरूरत है जहां थेवेनिन के प्रमेयThevenin's Theorem को पढ़ाया गया था अब आप इस बड़े ब्लॉक इस विशेष ब्लॉक को देखे ठीक है तो आप जानते हैं कि अन्य सभी वोल्टेज मौजूद नहीं हैं वे वहीं हैं बाद में हम उन्हें शामिल करेंगे तोयह V0 भागित 2 और यह R है और R यदि हम यहाँ पर कट पर विचार करते हैंठीक है तो यह R और R मिलकर बने 2R और समानांतर में 2R है तो फिर से एक समानांतर वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज है थेवेनिन प्रतिरोध R है और अब V0 भागित 2 और V0 भागित 2 गुणित 2R भागित 2R प्लस 2R इसलिए यह V0 भागित 4 हो जाएगा क्या यह ठीक है तो यह है यह विशेष ब्लॉक अब इस तरह यहाँ पर आता है तो फिर से आप यहाँ पर एक कट को माने और आप पाएंगे कि यह इस विशेष ब्लॉक में इस तरह से यहाँ खत्म हो रहा है और अंत में यदि आप आगे जानते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं तो आप प्लस माइनस कर रहे होंगे यह आपका ग्राउंड है ठीक है और यह आपका R है यह आपका V0 भागित16 है और यह R है क्या यह ठीक है तो यह वही है जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं तो यहाँ पर V जो आपके लिए उपलब्ध है वह V0 भागित 16 है और आउटपुट प्रतिरोध R है क्या यह ठीक है तो यहाँ पर V0 जो आउटपुट में आ रहा है वह V0 भागित16 है क्या यह स्पष्ट है अब हम देखते हैं कि जब V1 मौजूद है और अन्य मौजूद नहीं हैं तो स्थिति क्या होती है तो यह हमारा केस है ठीक है तो इस मामले में यहाँ 2R और 2R समानांतर में हैं और R बनाते है इसलिए यह R और R - 2R है और यह 2R है और यदि आप यहां पर कट मानते हैं तो यह वैसा ही है जैसा हमने पहले देखा था केवल दाहिने हाथ की ओर चरणों की संख्या अब कम है एक कम ठीक है तो यहाँ पहले यह V1 भागित 2 और R बन रहा है फिर V1 भागित 4 R और अंत में यह V1 भागित 8 होगा और इसके लिए आउटपुट प्रतिरोध भी R होगा क्या यह ठीक है तो V1 अंत में V1 भागित 8 के रूप में योगदान देता है और यह V0 भागित 16 है और यदि आप अन्य सभी वोल्टेज इनपुट के लिए विस्तार करते हैं और सुपरपोज़िशन के सिद्धांत का उपयोग करते हैं तो आपके पास यह आउटपुट वोल्टेज V0 भागित 16 के रूप में V1 भागित 8 V2 भागित 4 V3 भागित 2 होता है और यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो यह 1 भागित 16 V0 प्लस 2 V1 प्लस 4V2 प्लस 8 V3 होता है - ठीक है तो हम देखते हैं 2 की शक्ति 0 यहाँ पर आती है 2 की शक्ति 1 2 की शक्ति 2 और 2 की शक्ति 3 ठीक है तो ये संबंधित बाइनरी वेट हैं और संबंधित एनालॉग आउटपुट यहां होगा इस तरह से ठीक है पहले यह 2 की शक्ति n 1 था अब यह 2 की शक्ति n है तो यहाँ यह n के मान 4 के लिए है जो कि हम यहां देखते हैं अब हम इसे n बिट के लिए बढ़ा सकते हैं तो अगर हम इसे n बिट के लिए बढ़ाते हैं तो हमारे पास संबन्धित बाइनरी वेट MSB के लिए 1 भागित 2 के बराबर होगा द्वितीय MSB 1 भागित 4 तृतीय MSB 1 भागित 8 और nth MSB या LSB 1 भागित2 की शक्ति n होगा ठीक है और संबंधित आउटपुट वोल्टेज V भागित 2 V भागित 4 वगैरह वगैरह हैं और अगर आप उन्हें जोड़ते है तो आपको एनालॉग आउटपुट मिलता है क्या यह ठीक है और उदाहरण के लिए अगर हम एक 5 बिट लेडर पर विचार करते हैं और आप 0 को 0 वोल्ट तथा 1 को 10V डिजिटल बाइनरी इनपुट लेते है यहा पर लॉजिक लो 0 वोल्ट है लॉजिक हाइ आपको पता है कि 10 वोल्ट है बाइनरी एक्विवेलेंट 0 और 1 के लिए ठीक है तब एलएसबी 10 भागित 2 की शक्ति 5 हो जाएगा तो 03125 वोल्ट ठीक है और पूर्ण स्केल वोल्टेज जब सभी बिट्स 1 हैं तो यह 1 प्लस 10 गुणित 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 है ठीक है और आप उन मानों को 2 की शक्ति 5 से विभाजित करते है तो यह 96875 वोल्ट है यह 10 वोल्ट नहीं है यह 96875 वोल्ट है ठीक है तो इस लेडर आधारित DAC के बारे में कुछ रोचक बातें देखते हैं तो इस मामले में आउटपुट इम्पीडेंस हमेशा R होगा चाहे बिट्स की संख्या कितनी भी हो ठीक है और अगर तुम यहाँ हमने देखा है कि समाप्ति के साथ था उस भाग पर हमने चर्चा नहीं की है तो यदि इसे 2R के साथ समाप्त किया जाता है तो किसी भी ब्रांच में देखते है किसी भी ब्रांच में देखते है अर्थात लेडर में किसी भी नोड से देखते है तो इम्पीडेंस 2R के रूप में देखा जाता है तो यह वह है जो आप विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं और प्रत्येक डिजिटल स्रोत तो यह R और 2R है तो यहाँ डिजिटल स्रोत के लिए इम्पीडेंस 3R के रूप में देखेंगे तो R और 2R एक साथ यह 3R है ठीक है इसलिए उनमें से प्रत्येक के लिए समान लोडिंग प्राप्त होगा और अगर ऐसा नहीं है तो लगभग बराबर लोडिंग होगी अर्थात ज्यादा अंतर नहीं होगा वैसा नहीं जैसा की वेटेड रसिस्टर आधारित विधि के मामले में हमने देखा था जहां यह -8 बिट के मामले में एमएसबी मे 128 गुना अधिक करेंट था प्रतिरोध 128 गुना अधिक करेंट प्रवाहित कर रहा था ठीक है तो ये कुछ फायदे हैं और 96875 के बजाय यदि आप इस उच्च प्रतिरोध के बजाय 2R के साथ समाप्त करते हैं यदि आप 2R के साथ समाप्त करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 96875 2R भागित R प्लस 2R होगा तो यह 64583 वोल्ट है ठीक है तो यह आप अपनी समझ के लिए नोट करे की यदि एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध के बजाय समाप्ति के लिए कुछ अन्य मान का उपयोग किया जाता है तब संबन्धित वोल्टेज क्या होगा क्या यह ठीक है और फिर उस स्थिति में संबंधित करेंट आप जानते हैं उनमें से प्रत्येक के लिए 333 मिली एम्पीयर होगा एक अन्य मान के लिए यह आपको पता होगा उस मान के करीब होगा यह एक डिजिटल इनपुट स्रोत से दूसरे में बहुत अधिक नहीं बदलता है यह इस विधि के बारे में एक अच्छा बिंदु है इसलिए इसके साथ हम डीएसी चर्चा के पहले भाग के समापन पर आए है तो आपने जो देखा है वह यह है कि एनालॉग सिग्नल के डिजिटल बदलाव के लिए एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण की आवश्यकता होती है और संसाधित डिजिटल सिग्नल डिजिटली संसाधित सिग्नल को वापस पाने के लिए जो इसे डिजिटल रूप में संसाधित करने के बाद है और आप इसे एनालॉग में वापस लाना चाहते हैं तब डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण की आवश्यकता है और हमने दो तरीकों को देखा था - वेटेड रसिस्टर विधि में डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर के साथ DAC में LSB का मान 1 भागित 2 की शक्ति n 1 होगा और इस तरह के सर्किट के विश्लेषण के लिए किर्चौफ करेंट लॉंKirchhoffs current law KCL उपयोगी है ठीक है और डीएसी जो की प्रिसीजन रसिस्टर का उपयोग कर रहे है इस वेटेड रसिस्टर आधारित डीएसी के लिए प्रिसीजन रसिस्टर की आवश्यकता होती है और एमएसबी रसिस्टर में एलएसबी रसिस्टर की तुलना में 2 की शक्ति n 1 गुना अधिक करेंट प्रवाहित होता है यह हम पहले ही देख चुके हैं और बाइनरी लैडर आधारित डीएसी में एलएसबी का वेट 1 भागित 2 की शक्ति n है और ऐसे सर्किट का विश्लेषण करने के लिए थेवेनिन प्रमेय उपयोगी है और इसमें बिट्स की संख्या के निरपेक्ष एक कोंस्टेंट आउटपुट इम्पीडेंस होता है फिर इसमें प्रत्येक इनपुट डिजिटल इनपुट के लिए समान लोडिंग हो सकती है जो एक उपयोगी विशेषता है अतः इसके साथ हम इस विशेष पाठ का समापन करते हैं